PV सेल्स या सोलर सेल्स कभी भी व्यवहारिक रूप से एक समान नहीं होते हैं यहां तक कि निर्माता के एक ही बैच के सेल्स भी समान I V विशेषताओं वाले नहीं होते हैं इसके अलावाआप देखेंगे कि जब PV सेल्स को छतों के शीर्ष पर लगाया जाता है और सौर विकिरण से अवगत कराया जाता है तो पड़ोसी इमारतें हो सकती हैं जिनकी छाया PV मॉड्यूल पर PV सेल्स के हिस्से पर पड़ सकती है वहां पास में पेड़ हो सकते हैं जिनकी छाया PV मॉड्यूल के कुछ हिस्सों पर पड़े इसलिए PV सेल्स में से कुछ छाया के नीचे होंगे और कुछ PV सेल्स होंगे जो तेज चमकदार सूर्य के प्रकाश के नीचे होंगे इसलिए तेज चमकदार धूप में PV सेल्स का शॉर्ट सर्किट करंट छाया में रहने वाली PV सेल्स की तुलना में बहुत अधिक होगा इसलिए आप देखेंगे कि असमान PV सेल्स का होना एक व्यावहारिक स्थिति है अब यदि असमान I V विशेषताओं वाले ये सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो क्या घटित होगा संयोजन की परिणामी I V विशेषताएं कैसी होगी क्या इसके हानिकारक प्रभाव होंगे क्या हम परिणामी I V विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व कैसा होगा ये कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हम इस मॉड्यूल में देखना और अध्ययन करना चाहते हैं यहां हम दो PV सेल्स असमान PV सेल्स के सर्किट को देखते हैं और जो की इस तरह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये दो बिंदु संयुक्त श्रेणी क्रम में जुड़े सेल्स के आउटपुट टर्मिनल हैं आउटपुट टर्मिनलों से लोड R0 जुड़ा हुआ है हम टर्मिनलों पर वोल्टेज VT और टर्मिनलों के माध्यम से बहने वाले करंट में रुचि रखते हैं VT1 पहले सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज है VT2 दुसरे सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज है अब हमारी यह देखने में रुचि हैं कि इस पूरे संयोजन की I V विशेषताएं कैसे प्राप्त करें तो आइए इसके साथ साथ देखते हैं V वर्सेस I ग्राफ जो अभी भी अप्रकाशित है x और y अक्ष पर हमारे पास एक और I और V अक्ष भी है और यह सेल 1 और सेल 2 की I V विशेषताओं के लिए है और वे संयुक्त सेल की I V विशेषताओं के विकास में कैसी भूमिका निभाते हैं अब हमारे पास I V विशेषताएँ हैं यह लाल रंग में दिखाई गई I V विशेषताएँ PV सेल 1 की है जिसे यहाँ भी लाल रंग में दिखाया गया है और वहाँ मापा जाने वाला वोल्टेज लाल एरो द्वारा दिखाया गया है दूसरी I V विशेषताएं जो कि हरे रंग में दिखाई गई है वह PV सेल 2 का प्रतिनिधित्व करती है PV सेल 2 को भी हरे रंग में दिखाया गया है तो मैंने PV सेल 2 की I V विशेषताओं को PV सेल 1 की तुलना में थोड़ा नीचे दिखाया हैजो यह प्रदर्शित करता है कि PV सेल 2 का शॉर्ट सर्किट करंट कम है जिसका यह अर्थ है कि यह सेल छायांकित है मैंने ओपन सर्किट वोल्टेज VOC1 और VOC2 को दोनों सेल्स के लिए समान माना है जैसा कि यहां दिखाया गया है शॉर्ट सर्किट करंट ISC1 और ISC2 को यहां दिखाया गया है और सेल 2 का करंट जो हरा है वह थोड़ा कम है जो दर्शाता है कि सेल 2 आंशिक रूप से छायांकित है अब मुझे एक स्थिति पर विचार करने दें जहां R0 अनंत है जिसका अर्थ है कि यह ओपन सर्किट है ये टर्मिनल इस मॉड्यूल के संयुक्त टर्मिनल ओपन सर्किट है जिसका अर्थ है कि लोड लाइन x अक्ष के साथ है दोनों स्थितियों में यह x अक्ष के साथ होगी क्योंकि ओपन सर्किट की स्थिति में किसी भी सेल के माध्यम से करंट प्रवाहित नहीं होगा प्रत्येक सेल ओपन सर्किट है संयुक्त सर्किट भी ओपन सर्किट है तो वह कौन सा ऑपरेटिंग बिंदु है जिसे आप प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग देखेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ है क्योंकि लोड लाइन x अक्ष है तो टर्मिनल वोल्टेज VT1 और VT2 इस तरह हैं यहाँ यह कैसा लग रहा है तो अगर आप संयुक्त प्रणाली का VT टर्मिनल वोल्टेज देखें तो यह प्लस यह है तो इससे आपको एक ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा जो कि VOC1VOC2 x अक्ष के साथ है क्योंकि 1 R0 लोड लाइन है अब हम R0 के मान को बदलते हैं ओपन सर्किट से हम R0 का कुछ निश्चित मान रखेंगे और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ करंट प्रवाहित होगा यह करंट लाइन है इसी प्रकार वही करंट लाइन यहाँ भी प्रदर्शित की गई है जो यह प्रदर्शित करती है कि बाहरी लोड के माध्यम से कुछ करंट प्रवाहित हो रहा हैऔर वही करंट इन दो सेल में प्रत्येक से बह रहा है अब मुझे पता है कि मैंने R0 का क्या मान लगाया है और इसलिए 1R0 लाइन ज्ञात है करंट लाइन ज्ञात है प्रतिच्छेदन बिंदु एक ऑपरेटिंग बिंदु है जैसा कि दिखाया गया है अब यह करंट लाइन यहां दो व्यक्तिगत सेल के संबंध में है आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग बिंदु यहां दिखाए गए अनुसार हैं जोकि संबंधित I V कर्व के प्रतिच्छेदन बिंदु है तो यह दूरी सेल 2 पर वोल्टेज VT2 है और दूसरे ऑपरेटिंग कर्व के संबंध में यह दूरी VT1 है जो सेल 1 पर वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है इस ऑपरेटिंग बिंदु पर यह वोल्टेज प्लस यह वोल्टेज वोल्टेज होगा जैसा कि यहां दिखाया गया है जो कि यह VT1VT2 है अब हम लोड को बढ़ाते हैं R0 को और कम करते हैं तो आप देखेंगे कि लोड लाइन स्लोप में वृद्धि हुई है यह बढ़ा हुआ लोड करंट I0 है और यह प्रतिच्छेदन बिंदु है यह संयुक्त सेल I V कर्व पर नया ऑपरेटिंग बिंदु है तो मुझे यहां एक और बिंदु मिलता है सेल 1 और सेल 2 की व्यक्तिगत I V विशेषताओं के संबंध में बढ़े हुए लोड करंट के लिए आप यहाँ सभी नए ऑपरेटिंग बिंदु देखते हैं और यह सेल 2 पर वोल्टेज है यह सेल 1 के पर वोल्टेज है संयुक्त सेल का ऑपरेटिंग वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज के योग के बराबर होगा अब मैं लोड को और बढ़ाऊंगा जिसका मतलब है कि मैं R0 और कम करूंगा तो क्या घटित होता है यह इस तरह ऊपर और की ओर बढ़ रहा है और यह लोड करंट लाइन के संबंध में ऑपरेटिंग बिंदु है जो कि यहां क्षैतिज रेखा से दिखाया गया है तो इससे आपको ऑपरेटिंग एक और ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा जैसा कि आप यहाँ से आगे लोड लाइन को स्वीप करते हैं तो इस लोड करंट के संबंध में आप पीवी सेल की दो I V विशेषताओं पर ऑपरेटिंग पॉइंट देखते हैं जैसा कि इस तरह दिखाया गया है और आप देखते हैं कि पीवी सेल 2 पर वोल्टेज पीवी सेल 1 की तुलना में बहुत कम हो गया है और VT1VT2 इनका योग है जो आप यहां देखते हैं हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जब लोड थोड़ा और बढ़ता है तो मैं इस बिंदु पर पहुंच सकता हूं यह सेल 2 का शून्य वोल्टेज बिंदु है जहां आपके पास ऑपरेटिंग बिंदु बिल्कुल इस तरह से है कि यह बिल्कुल सेल 2 के लिए वर्टिकल अक्ष है सेल 1 यहाँ एक उपयुक्त बिंदु पर है अब संयुक्त विशेषता के साथ क्या घटित होता है आप देखते हैं कि लोड लाइन इस तरह है और यह ऑपरेटिंग बिंदु है यह इसके साथ बिल्कुल मिलता है क्योंकि सेल 2 द्वारा वोल्टेज का योगदान 0 है तो यहां आप देखते हैं कि VT2 0 है और VT1 वोल्टेज है जो यहां घटित हो रहा है और यह वास्तव में VT1 होना चाहिए और इसका मतलब है कि सेल विशेषताओं को उस बिंदु से निश्चित ही गुजरना चाहिए तो वहां एक बिंदु है जो सेल 1 की विशेषताओं से गुजरता है अब इसके आगे यदि मैं लोड को बढ़ाने की कोशिश करता हूं या करंट I0 को कम करने की कोशिश करता हूं तो करंट में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है क्योंकि आप देखते हैं कि सेल 2 की विशेषताएं इस चतुर्थांश पर जा रही है यह जनरेटिंग चतुर्थांश में नहीं है यह एकमात्र चतुर्थांश है जो पहला चतुर्थांश है वह एकमात्र चतुर्थांश है जो कि जनरेटिंग अथवा सोर्स चतुर्थांश है यह सेल 2 के लिए सिंक चतुर्थांश है इसलिए यहाँ वोल्टेज ऋणात्मक हो जाता है यह एक ऋणात्मक वोल्टेज है जो इस पर दिखाई देता है और यह सेल के संबंध में एक धनात्मक वोल्टेज है तो सेल 1 एक सोर्स के रूप में कार्य कर रहा है सेल 2 सिंक के रूप में कार्य कर रहा है इस VT1 VT2 का योग वास्तव में जो यह बिंदु है और आगे इससे आगे बढ़ते हैं यदि इसे शॉर्ट सर्किट तक कम करते हैं मान लीजिए हम इसे 0 लेते हैं और इसे 0 करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि इस करंट के लिए ऑपरेटिंग बिंदु यहां शिफ्ट हो जाता है आप देखेंगे यह वोल्टेज बिल्कुल इसके जैसा वोल्टेज है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इस तरह अब वोल्टेज 0 है तो VT2 जो ऋणात्मक है VT1 जो धनात्मक है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को संतुलित करेंगे ताकि आपको यहां एक ऑपरेटिंग बिंदु मिल जाए जो कि 0 है अब हम असमान सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने से होने वाली कुछ समस्याओं पर ध्यान दें मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि कुछ सेल सोर्स के रूप में कार्य करेंगे और सिंक के रूप में भी और जैसा कि हमने देखा कुछ परिस्थितियों में पीवी सेल 2ऑपरेटिंग स्थिति में सोर्स था और कुछअन्य ऑपरेटिंग स्थिति में पावर सिंक की तरह कार्य कर रहा था जिसका अर्थ है विघटन और परिणामस्वरूप सेल उस स्थिति के दौरान गर्म हो सकता है और बिगड़ सकता है आइए संयुक्त सेल की I V विशेषताओं पर विचार करें और पावर कर्व को भी उसी ग्राफ में प्लॉट करें तो यह संयुक्त सेल का पावर कर्व वोल्टेज के संबंध में है चलोअब मैं सेल 1 की विशेषता का अध्यारोपण करता हूं यह सेल 1 की विशेषता है जैसा कि आप देखेंगे और यहां यह सेल 1 की विशेषता का संयुक्त सेल विशेषता से प्रतिच्छेदन एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इस बिंदु पर अगर मैं ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता हूं तो हम देखें कि यह एक महत्वपूर्ण जंक्शन है इस पंक्ति के दाईं ओर आप देखेंगे कि दोनों सेल सोर्स की तरह कार्य कर रहे हैं और लाइन पर बाईं ओर केवल PV सेल 1 सोर्स की तरह कार्य कर रहा है PV सेल 2 सिंक की तरह कार्य कर रहा है इसलिए यह विभाजन रेखा है और अब इस लाइन पर यदि आप P2 के पावर कर्व को देखें तो यह पावर कर्व PV सेल 2 का है इस बिंदु पर देखें कि जब वोल्टेज VT2 0 है तो PV सेल 2 से दिया जाने वाला पावर 0 है तो अब यह एक स्रोत के रूप में व्यवहार करना बंद कर देता है और अगर हम 0 अक्ष की ओर और नीचे जाते हैं तो यह सिंक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है इस क्षेत्र में यह एक डिसिपेटर है अब यदि आप विशेषताओं के इस भाग संयुक्त विशेषताओं पर विचार करते हैं जोकि हल्के ढंग से छायांकित दिखाया गया है इस मामले में पीवी सेल 2 के व्यक्तिगत सेल के लिए दूसरे चतुर्थांश को दर्शाता है और दूसरा चतुर्थांश एक सोर्स चतुर्थांश नहीं है यह एक सिंक चतुर्थांश है सिर्फ पहला चतुर्थांश एक सोर्स चतुर्थांश है इसलिए यदि सेल पहले क्वाड्रंट में हैऑपरेटिंग पॉइंट पहले क्वाड्रंट में है तो यह एक सोर्स है अन्यथा यह एक सिंक है जो कि पीवी सेल 2 के लाइन के दाईं ओर हो रहा है पीवी सेल 2 का ऑपरेटिंग पॉइंट पहले चतुर्थांश में हैं और इसलिए आप देखेंगे कि P2 धनात्मक है इस लाइन के बाईं ओर जब VT 0 हो जाता है और पीवी सेल 2 के लिए ऋणात्मक ऑपरेटिंग पॉइंट दूसरे क्वाड्रेंट में होता है और इसलिए आप देखते हैं कि यह एक डिसिपेटर की तरह काम कर रहा है इसके विपरीत आप देखेंगे कि PV सेल 1 I V करंट के दोनों क्षेत्रों में धनात्मक है और इसलिए यह हमेशा एक सोर्स है अब अगर आप गौर करें तो यह कमोबेश स्थिर है यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि करंट में भिन्नता के लिए इस संकीर्ण क्षेत्र में संकीर्ण स्थान में PV सेल 1 के वोल्टेज में भिन्नता अधिक नहीं है और दोनों सेल्स के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा में भी अधिक भिन्नता नहीं है और अनिवार्य रूप से I करंट और सेल वोल्टेज का प्रोडक्ट स्थिर है और इसीलिए आप लगभग देखते हैं कि यह एक स्थिरांक है और आप देखते हैं कि यहाँ यह पावर ऋणात्मक पावर को संतुलित करता है और धनात्मक पावरसंतुलित हो जाता है और इसलिए संयुक्त सेल का पावर उस बिंदु पर 0 है महत्वपूर्ण यह है की संयुक्त सेल में सेल 2 I V विशेषता के एक भाग में एक सिंक के रूप में कार्य करता है और यह पीवी सेल 2 के लिए हानिकारक है यह अपनी विशेषताओं को नष्ट करता है और न केवल यह डिसिपेटर बन जाता है इस निकाले गए पावर को नष्ट कर देता है और इस तरह पूरे सिस्टम की दक्षता में कमी आती है इसलिए हमें इस समस्या से बचने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके खोजने चाहिए महत्वपूर्ण यह है की संयुक्त सेल में सेल 2 I V विशेषता के एक भाग में एक सिंक के रूप में कार्य करता है और यह पीवी सेल 2 के लिए हानिकारक है यह अपनी विशेषताओं को नष्ट करता है और न केवल यह डिसिपेटर बन जाता है इस निकाले गए पावर को नष्ट कर देता है और इस तरह पूरे सिस्टम की दक्षता में कमी आती है इसलिए हमें इस समस्या से बचने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके खोजने चाहिए तक खाली है अंतिम पैराग्राफ फिर से दोहराया गया है